पहले सप्ताह के चौथे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की एनएलपी कठिन क्यों है और हमने भाषा में अस्पष्टता के विभिन्न मामलों का उदाहरण लिया और कुछ अमानक उपयोग को भी देखा अब हम एक वास्तविक पाठ कोष में जाएंगे और कुछ आसान एम्फिरिकल लॉज़ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो कि भाषा के बारे में बहुत ही विश्वव्यापी हैं अब उस पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक आसानभेद सही करने का प्रयास करूंगा तो भाषा में फ़ंक्शन शब्दों और कंटेंट शब्दों के बीच अंतर क्या हैं इस प्रकार जब भी आप इसकी शब्दावली में एक भाषा देखेंगे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्द हैं और उन्हें कहा जा सकता है कि फ़ंक्शन शब्द या कंटेंट शब्द इन दोनों के बीच अंतर क्या हैं फ़ंक्शन शब्द मुख्य रूप से वाक्य को व्याकरणिक बनाने के लिए उपयोग किये जाते है जहां उसी प्रकार की चिजे निर्धारित कि जाती है जो सर्वनाम हैं और सभी शब्द फ़ंक्शन हैं विभिन्न संज्ञाएं कंटेंट शब्द हैं और वाक्य में महत्वपूर्ण अवधारणाएँ क्या हैं क्रिया जो यह बताती है तो कंटेंट शब्द मुख्य रूप से वाक्य की संरचना का निर्धारण करने के लिए उपयोग किये जाते है तो यह एक उदाहरण की तोर पर आपको इसके बारे में एक विचार करेंगे की कंटेंट शब्द क्या हैं और फ़ंक्शन शब्द क्या हैं तो आप इस जगह देखते हैं कि समान वाक्य को 2 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है हमने एक मामले में कुछ कंटेंट शब्दों को बेकार शब्दों से बदल दिया है तो इसका मतलब वे शब्द जो भाषा में नहीं हैं दूसरे उदाहरण में हमारे पास कुछ फ़ंक्शन शब्द को अनियन्त्रित शब्दों द्वारा बदल दिया अर्थात यह भाषा में नहीं हैं तो क्या आप पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमने फंक्शन शब्द को वाक्य में किससे प्रतिस्थापित किया है हम यहां दूसरे वाक्य में देखेंगे की हमने 'द' शब्द को हटा दिया और उसकी जगह ग्लोप शब्द का उपयोग किया है पहले वाक्य में हमने जो कि विनफी प्रूनकीलमोंगर है उनको एंग्री और इन्वेस्टिगेटर संज्ञाओं से बदल दिया है जो कि बेकार शब्द है जो अब भाषा नहीं है अब इन 2 वाक्यों के अंत में देखने की कोशिश करें कि किस वाक्य में आप वाक्य की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और किस वाक्य में आप वाक्य के विषयों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और आपको दूसरे वाक्य में पता चलेगा कि आप सभी विषय के बारे में जानते हैं कुछ अन्वेषक सरकार और सूचना सभी के बारे में बात कर रहा हू जो जानकारी आपको पहले वाक्य से नहीं मिल सकी पहले वाक्य से आप वाक्य की संरचना को समझ सकते हैं कोई भी वस्तु से कुछ x कुछ संज्ञा और एक क्रिया से और उसकी सभी संज्ञा से फिर एक क्रिया और एक क्रिया विशेषण देख सकते है और आप नहीं जानते कि ये संज्ञाएं और क्रियाविशेषण क्या हैं लेकिन आप जानते हैं कि इन वाक्यों की संरचना क्या है विभिन्न संज्ञाओं और क्रियाओं के अर्थ में कुछ भराव हैं इसलिए सामान्य फ़ंक्शन शब्द किसी भाषा के नजदीक वर्ग के शब्द होते हैं मेरा मतलब है कि बहुत विशिष्ट व्याकरणिक श्रेणियां हैं जिन्हें फ़ंक्शन शब्दों के रूप में कहा जा सकता है और वे आम तौर पर उनके नजदीक होते हैं हमारे पास नए नए फंक्शन नहीं है जो एक लैंग्वेज में आ रहे हैं फ़ंक्शन शब्दों के कुछ उदाहरण भाषा में प्रस्तावना सर्वनाम सहायक क्रिया संयोजन व्याकरणिक लेख और जैसे विभिन्न भाषाएं के कण हैं तो अब हम एक कॉर्पस लेते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि शब्दों का वितरण क्या है जो कि कॉर्पस में मिलते हैं यहां हमने टॉम सॉयर को लिया है यह मार्क ट्वेन द्वारा लिखित एक महान कार्य था और हम स्लाइड में सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कौन से शब्द किस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो यह एक क्रमबद्ध सूची है जो उच्चतम फ्रीक्वेंसी से कुछ शीर्ष 15 20 शब्दों से शुरू होती है और इसकी व्याकरणिक श्रेणी क्या है तो आप जो शीर्ष शब्द यहां देख रहे हैं वह 'द' इस तरह से यह 3332 की फ्रीक्वेंसी के साथ होता है और यह विभिन्न भाषा कोषों में बहुत आम है इसलिए यदि आप कोई भी मनमाना भाषा कोष चुनते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वितरण लगभग समान है अब आप इस सूची पर एक नज़र डाले और पता लगाए कि इस सूची में क्या खास है जो शब्दों की श्रेणी आपको यहाँ दिखाई दे रही है इसलिए याद रखें कि हमने 2 श्रेणियों के बारे में बात की है फ़ंक्शन शब्द और कंटेट शब्द क्या आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप यहां किस श्रेणी को देखते हैं इसलिए हम देखते हैं कि यहां अधिकांश शब्द फ़ंक्शन शब्द हैं तो वह द एंड ए टू ऑफ़ और आप उन व्याकरणिक श्रेणियों द्वारा भी देख सकते हैं जो यहां भी लिखा गया हैं इसलिए इस वितरण में एक चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि इस सूची में अंग्रेजी के उन छोटे शब्दों का वर्चस्व है जो वाक्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्याकरणिक भूमिकाएं निभा रहे हैं अब एक अपवाद क्या है जिसे आप देखते हैं हम उन्हें फ़ंक्शन शब्द कहते हैं जो हमने पहले निर्धारितकर्ताओं पूर्वसर्गों पूरक जैसे शब्द को कहा है तो एक अपवाद क्या है जो हम इस सूची में देखते हैं वह अपवाद संभवतः टॉम शब्द है इसलिए टॉम इस पाठ के विषय के लिए बहुत विशिष्ट है यह टॉम सॉयर के बारे में है आप देखेंगे कि टॉम शब्द की भी उच्च फ्रीक्वेंसी है और यह शीर्ष लगातार शब्दों की सूची में आता है इसलिए फिर से अगर आप एक अनियन्त्रित पाठ लेते हैं और कोशिश करते हैं की कुछ शीर्ष शब्द मिल जाये तो ज्यादातर वे फ़ंक्शन शब्द होते हैं कभी कभी विभिन्न स्टॉप शब्दों के रूप में भी जाना जाता है साथ ही आप शब्दों की कुछ घटनाओं को पा सकते हैं जो उस पाठ के विषय को व्यक्त किया हैं तो इसमें टॉम एक शब्द है तो आइए हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे इस पाठ में कितने शब्द हैं विभिन्न तकनीकी शब्द क्या हैं जिनके द्वारा ये संकेत दिए गए हैं इसके लिए हम टोकन के प्रकार के बारे में बात करेंगे इस तरह से टोकन टाइप एक कंसेप्ट के बीच एस्ट्रोलॉजी फिलोसोफिकल को दर्शाता है कंसेप्ट एक टाइप है ओर यह कंसेप्ट का एक विशेष उदाहरण है तो अवधारणा प्रकार है और उदाहरण अवधारणा या टोकन है प्रकार और टोकन से क्या मतलब है जब यह किसी भाषा में आता है यदि भाषा में एक ही शब्द विभिन्न बार आते है तो मैं उन्हें एक ही टाइप एक ही कंसेप्ट लेकिन अलग अलग टोकन मानते है इसलिए यदि मैं एक ही शब्द will willकहता हूं तो इसे में दो बार लिखूंगा मैं कहता हूं कि यह एक एकल प्रकार है यह केवल एक प्रकार है लेकिन 2 टोकन हैं तो प्रत्येक व्यक्तिगत घटना एक अलग टोकन है लेकिन उनके पास एक ही प्रकार है तो दूसरे अर्थ में मेरी शब्दावली में कुछ प्रकार के अनूठे शब्दों का अर्थ है और टोकन का अर्थ उन शब्दों की संख्या है जो वे अद्वितीय नहीं हैं इसलिए यदि शब्द 5 बार आता है तो मैं इसे 5 अलग अलग टोकन के रूप में गिनूंगा लेकिन उसका प्रकार एक जैसा होगा इसलिए हम समझ गए हैं कि टाइप और टोकन के बीच क्या अंतर है एक विशेष अवधारणा है जिसे टाइप टोकन अनुपात कहा जाता है जिसका उपयोग कुछ पाठ का वर्णन करने के लिए किया जाता है तो टोकन अनुपात क्या है बहुत सरलता है सभी प्रकार के चलने वाले शब्दों की संख्या के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों की संख्या का अनुपात तो आप पाठ में प्रकारों की संख्या का पता लगाते हैं पाठ में टोकन की संख्या से विभाजित होते है और आपको TTR टाइप टोकन अनुपात मिलते है तो यह अनुपात क्या दर्शाते है यह बताते है कि पाठ में एक नया शब्द कितनी बार दिखाई देता है यदि टाइप टोकन द्वारा विभाजित है जो कि प्रकार का टोकन अनुपात है यदि यह अधिक है इसका मतलब है पाठ में बहुत से नए शब्द आते रहते हैं क्योंकि प्रकार की संख्या टोकन की संख्या के बहुत करीब है लेकिन अगर यह छोटा है इसका मतलब है छोटे शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हम 2 अलग अलग पाठ कोषों को लेते हैं एक मार्क ट्वेन के टॉम सॉयर हैं दूसरा हम शेक्सपियर को पूरा काम में लेते हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से प्रत्येक के लिए टीटीआर क्या है तो मार्क ट्वेन से हम पता लगाते हैं कि 71370 शब्द टोकन और 8018 शब्द प्रकार हैं तो हम TTR को कैसे पूरा करते हैं प्रकारों को टोकन से विभाजित करने से टीटीआर निकल जायेगा तो 8018 को 71370 से विभाजित करेंगे तो मुझे टीटीआर 0112 के करीब मिलेगा अब यदि आप शेक्सपियर को काम में लेते हैं तो आप पाते हैं कि 88400 से अधिक टोकन और 29000 से अधिक प्रकार हैं और टाइप टीटीआर 003 टॉम सॉयर की तुलना में बहुत अधिक है मान लीजिए कि मैं 4 विभिन्न प्रकार के मीडिया लेता हूं जैसे वार्तालाप यदि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं शैक्षिक गद्य जो वैज्ञानिक लेख पुस्तकें समाचार और कल्पना है मैं 4 तरह के मीडिया लेता हूं जिसमें भाषा का संचार होता है अब क्या आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक टीटीआर होगा और किसमें सबसे कम टीटीआर होगा आइए हम टीटीआर की परिभाषा पर जाएं तो उच्च टीटीआर में नए शब्दों का उपयोग करने की प्रवृत्ति होगी कम टीटीआर के बारे में क्या यदि आपके पास कम TTR है तो एक ही शब्द का बार बार उपयोग करने की प्रवृत्ति है इसलिए मेरे पास 4 अलग अलग मीडिया हैं एक वार्तालाप कर रहे हैं फिर मेरे पास शैक्षिक गद्य है फिर मेरे पास समाचार और कल्पना है अब आपको क्या लगता है कि एक ही शब्द को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति क्या होगी इसलिए हम इस पर सोचते हैं बातचीत में हम एक ही शब्द को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं इसलिए आप जो भी बातचीत कर रहे हैं मैं उसे वहां से ले जाने और उसे दोहराने की कोशिश करूंगा इसलिए वार्तालाप में एक ही शब्द का बार बार उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है इसका मतलब है कि उनके पास सबसे कम टीटीआर होगा दूसरी तरफ समाचार में पाया गया है कि आपके पास नए शब्दों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है इसलि समाचार में टीटीआर सबसे अधिक है तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेष में से किस में दूसरा सबसे कम टीटीआर होगा जहां एक ही शब्द का बार बार उपयोग किया गया है और वह वास्तव में शैक्षिक गद्य है क्योंकि शैक्षिक गद्य बहुत औपचारिक है इसलिए वे बहुत ही खास तरह के शब्द और क्रिया हैं जिनका हम उपयोग करते हैं तो यही कारण है कि टीटीआर को शैक्षिक गद्य में कम पाया जाता है इसलिए टीटीआर बातचीत के मामले में सबसे कम मूल्य और समाचार में उच्चतम मूल्य और दूसरे सबसे कम TTR के रूप में शैक्षिक गद्य है यह भी समझ में आ गया अब एक कारण के बारे में आपको सचेत होना चाहिए कि टीटीआर अपने आप में पाठ जटिलता को खोजने का एक बहुत ही ठीक उपाय नहीं है आप कह सकते हैं अगर टीटीआर उच्च पाठ जटिल हो सकता है लेकिन यह अपने आप में एक वैध उपाय नहीं है तो ऐसा क्यों है तो इस परिदृश्य के बारे में सोचें यदि आप अधिक से अधिक पाठ का उपयोग कर रहे हैं तो आपके टीटीआर का अनुपात क्या होगा मान लीजिए कि आपके पाठ में सम्मिलित पाठ शामिल है यहां तक कि आपके पास 30000 टोकन हैं अब आप अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं और आप 60000 टोकन तक जाते हैं अब आप क्या अनुमान लगाएंगे क्या आप इस बिंदु पर हमेशा टीटीआर देख सकते हैं इस बिंदु पर टीटीआर पहले से कम हो हां क्योंकि कॉर्पस में जो भी शब्द थे अधिकांश शब्द पहले आधे भाग में पेश किए जा चुके हैं दूसरे आधे भाग के अधिकांश शब्द फिर से दोहराए जाएंगे इसलिए टोकन की संख्या पाठ के आकार के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगी लेकिन किसी शब्दावली में शब्दों की संख्या नहीं बढेगी इसलिए अगर मैं टॉम सॉयर के प्रति शेक्सपियर के कामों को कहता हूं तो आप देखेंगे कि टॉम सॉयर शेक्सपियर के काम की तुलना में टीटीआर अधिक है क्योंकि वे टोकन की एक बड़ी संख्या रखते हैं तो अपने आप में यह एक वैध उपाय नहीं हो सकता इसलिए जब आप पाठ के आकार को ध्यान में रखते हैं तो एक और तरीका जिसमें यह गणना की जाती है वह एक रनिंग औसत लेकर है तो आप कुछ लगातार 1000 शब्द विखंडू पर एक रनिंग औसत लेते हैं औसत रनिंग से मेरा क्या मतलब है मान लीजिए मेरे पास एक पाठ है जो 5000 टोकन के रूप में है तो अब आप पहले 1000 टोकन 1 से 1000 के लिए टीटीआर की गणना करें उसके लिए एक टीटीआर प्राप्त करें अब आप 2 से 1001 से शुरुआत करें मेरे पास टीटीआर नहीं था 3 से 1002 टीटीआर की गणना करें और फिर एक औसत लें तो आप टीटीआर की गणना 1000 की खिड़की पर करते हैं जिसकी लंबाई 1000 है और फिर आप एक औसत लेते हैं तो यह टीटीआर के लिए एक बेहतर उपाय माना जाता है आप देखते हैं कि हम कुछ एम्फिरिकल लॉज़ के बारे में बात करेंगे इसके लिए हम कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं जो हम टॉम सॉयर में देखते हैं हम याद रखें कि टॉम सॉयर पर टीटीआर लगभग 011 है यह क्या स्पष्ट दर्शाता है यह कि औसतन 9 बार दोहराया जाता है जिसका टोकन अनुपात 1 लगभग 9 है अब इसका क्या मतलब है क्या इसका मतलब यह है कि प्रत्येक शब्द पाठ में 9 बार होता है या यह कुछ अलग है इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि शब्द का उचित डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हैं ऐसा नहीं है कि प्रत्येक शब्द पाठ में 9 बार होता है तो सामान्य प्रकार का वितरण क्या है जिसे हम कॉर्पस में देखते हैं तो स्लाइड के बाएं तरफ में आप देखते हैं कि मेरे पास 2 कॉलम हैं पहला कॉलम मुझे शब्द फ्रीक्वेंसी देता है दूसरा कॉलम मुझे फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी देता है फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या अभिप्राय है इस कॉर्पस में कितने शब्द हैं जिनकी इतनी फ्रीक्वेंसी है इसलिए पहली पंक्ति लेंगे इसका मतलब है कि कॉर्पस में 3993 शब्द हैं जो कि केवल एक बार होता है जब उनकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है और कॉर्पस में 1292 शब्द होते हैं जो दो बार या अधिक होते हैं इसी तरह कॉर्पस में 102 शब्द हैं जो 100 से अधिक बार होते हैं जब आप इस आंकड़े को देखते हैं तो तुरंत इसमें यह देखते हैं कि वितरण बहुत समान नहीं है यहां 2 अलग अलग अवलोकन क्या हैं पहले हम जो अवलोकन करते हैं वे अधिकांश शब्द वास्तविक हैं तो असली शब्द कौन से हैं फ्रीक्वेंसी 1 या 2 के साथ आने वाले शब्द यहाँ लगभग 50 प्रतिशत शब्द प्रकारों को देखते हैं टॉम सॉयर में याद रखें लगभग 8000 शब्द प्रकार थे तो उनमें से लगभग 50 प्रतिशत केवल एक बार होते हैं तो वे 1 की फ्रीक्वेंसी हैं और उन्हें हैप्पीक्स लेगोमेना भी कहा जाता है यह केवल एक बार पढ़ने के लिए एक ग्रीक शब्द है वे केवल एक बार मेरे कॉर्पस में होते हैं हमारे पास अन्य अवलोकन क्या है 100 शब्द सभी पाठ के सभी टोकन के 51 प्रतिशत के लिए हैं तो आपके पास केवल 102 शब्द थे जो 100 से अधिक फ्रीक्वेंसी वाले थे लेकिन साथ में कॉर्पस के टोकन का 50 प्रतिशत हिस्सा था तो यह फिर से यह एक अद्भूत है अब यह विशेष अवलोकन पहला एम्फिरिकल लॉज़ देता है कि हम इसका अध्ययन करेंगे जिसे Zipf's का नियम कहा जाता है जो भाषा के मामले में बहुत लोकप्रिय लॉ है शब्दावली का वितरण कैसे व्यवहार करता है इसलिए आप Zipf's का नियम देखते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है पहले एक बड़े कॉर्पस को लें अब यह पता करें कि व्यक्तिगत शब्द के प्रकार क्या हैं और प्रत्येक शब्द प्रकार की फ्रीक्वेंसी को गिने अब आपको क्या करने की आवश्यकता है आप फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में शब्द प्रकारों को सूचीबद्ध करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले मामले में हमने पाया कि कॉर्पस में विभिन्न प्रकार जैसे द एन एंड टॉम इत्यादि हैं मैं फ्रीक्वेंसी का पता लगाऊंगा तो यह 4000 आवृत्ति के साथ होता है यह 1000 के साथ होता है यह 2000 के साथ होता है और यह 1500 के साथ होता है और इसलिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर पहले होते हैं अब पहली चीज जो मैं करूंगा मैं उन्हें घटते क्रम में क्रमबद्ध करने की कोशिश करूंगा तो पहले मेरे पास द शब्द उसके बाद एंड फिर टॉम फिर मेरे पास एन शब्द जितने कि शब्दावली में शब्द है इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 4000 2000 1500 और 1000 है अब मैं उन्हें रैंक दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें क्रमबद्ध रूप से घटते क्रम में रैंक दिया था तो यह रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 और इसी तरह है अब Zipf's का नियम क्या कहता है तो Zipf's का नियम मुझे एक शब्द की फ्रीक्वेंसी के बीच एक संबंध देता है इस सूची में एफ और शब्द की रैंक के बीच एक संबंध देता है इस क्रमबद्ध सूची में क्या संबंध है जो Zipf लॉ देता है इसलिए संबंध f∝r फ्रीक्वेंसी और रैंक के बीच विपरीत अनुपात है तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एफ डॉट आर को गुणा करता हूं तो मुझे किसी प्रकार का निरंतर एफआरके frk मिलेगा यह हमारे मनमाने उदाहरण के लिए है जिसे हमने इस मामले में लिया था हम यह भी देख सकते हैं कि यह सही है तो 4000 में 1 है तो यह 4000 है यह फिर से 4000 है यह 4500 है और यह 4000 में लगभग समान हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस तरह की एक सूची बनाता हूं और मेरे पास 2 शब्द हैं तो मेरे पास एक शब्द है जिसकी रैंक 50 है और दूसरे शब्द की रैंक 150 है और मुझे लगता है कि यह फ़्रिक्वेंसी f 1 है यह फ़्रीक्वेंसी f 2 है इसलिए मैं देख सकता हूँ कि f1 f 2 से 3 गुना तों f13f2 है तो 50 सबसे अधिक गणना शब्द 150 सबसे अधिक कन्वर्ट की फ्रीक्वेंसी के 3 गुना के साथ होना चाहिए यही Zipf's का नियम मुझे मुझे बताता है अब हम इसे एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की हम संभावना के बारे में भी बात कर सकते हैं तो Pr को रैंक r के साथ एक शब्द की संभावना को निरूपित करते हैं तो Pr क्या है Pr रैंक r के शब्द की फ्रीक्वेंसी है जो टोकन की संख्या से विभाजित करें तों मैंने कॉर्पस Pr Fr N को देखा है इस तरह से मैं उस की संभावना की गणना करूंगा तो एन शब्द टोकन की कुल संख्या बताता है तो Zipf लॉ क्या बताता है यह कहता है कि फ्रीक्वेंसी r f∝r के इनवर्स अनुपात में होती है मैं N को r f N A r के साथ कुछ A के साथ f डिवाइड भी लिख सकता हूं तो मैंने क्या किया है मैंने निरंतर k लिया मैंने लिखा है कि यह A बार N k AN के रूप में है मेरी शब्दावली में N एक टोकन है N A अन्य स्थिरांक से है और इसे निश्चित रूप से एक कोष दिया जाता है और निरंतर में उपयोग किया जाता है तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह देखा गया है कि कॉर्पस ए के हम एक वैध को 01 के करीब लेते हैं तो यह आमतौर पर k के मूल्य से अधिक तय होता है तो अब टॉम सॉयर के उदाहरण पर वापस जा रहे हैं आइए हम कुछ शब्दों की फ्रीक्वेंसी और उनकी रैंक लेते हैं और देखते हैं कि एफ डॉट आर मोटे तौर पर स्थिर है या नहीं आप यहाँ क्या देख रहे हैं हमारे पास द एंड ही शब्द हैं वहाँ इसी तरह हमने उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी रैंक लिखी है और f dot r क्या है अगर आप चौथे शब्द ही से शुरू करते हैं तो वह कहता है कि यह लगभग उसी सीमा में शुरू होता है यह 8000 से कुछ 10400 और 200 तक रहता है सीमा बहुत भिन्न नहीं होती है इसलिए यह बहुत अच्छा एम्फिरिकल साक्ष्य है कि Zipf's का नियम सही है और यह हम विभिन्न कोषों में देखेंगे कि f dot r अधिकांश शब्दों से स्थिर रहता है तो अब Zipf's का लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ में से एक है जिसे हमने अभी देखा है लेकिन Zipf's ने कुछ अन्य लॉ भी दिए हैं जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं लेकिन फिर भी हम इस पर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे इनके लॉ में से एक शब्द की फ्रीक्वेंसी के साथ अर्थों की संख्या से संबंधित है तो यह लॉ क्या कहता है अर्थ की संख्या m यह है कि एक शब्द सरल लॉ का पालन करता है m अनुपात स्क्वायररूट ऑफ़ फ्रीक्वेंसी के बराबर है इसलिए जैसा कि हमारे पास उच्च और उच्चतर फ्रीक्वेंसी के साथ शब्द हैं विभिन्न सेंस या अर्थों की संख्या जो उनका उपयोग किया जा सकता है वह भी बढ़ जाती है तो अब अगर मैं इसे पहले लॉ के साथ इस्तेमाल करता हूं तो हमें क्या मिलेगा तो पहला कानून कहता है कि फ्रीक्वेंसी रैंक के विपरीत आनुपातिक है यह पहला लॉ है और दूसरा लॉ कहता है कि आवृत्ति के वर्गमूल के लिए अर्थ सीधे आनुपातिक हैं यह दूसरा लॉ है यदि हम इन 2 लॉज़ को एक साथ जोड़ते हैं तो हम अर्थ प्राप्त कर सकते हैं r एक शब्द के पद के विपरीत आनुपातिक अगर मैं शब्दों को उनकी रैंक के घटते क्रम में रखूं तो रैंक 1 से शुरू होकर रैंक 2 और आगे भी तो अर्थ की संख्या भी घटती रहेगी तो ये खंड एक औसत पकड़ रखते हैं एम्फिरिकल समर्थन क्या है इसलिए जैसा कि मैं एक औसत पर पकड़ कह रहा था अगर हमने उन शब्दों को देखा जो लगभग 10000 के करीब रैंक कर रहे हैं तो उनके पास लगभग 2 है 21 अर्थ यदि उनके पास ऐसे शब्द हैं जिनकी रैंक लगभग 5000 है तो उन्हें लगभग 3 अर्थ मिलते हैं और जो शब्द रैंक प्लस 2000 हैं वे लगभग 46 अर्थ वाले थे और आप गणित कर सकते हैं और आपको यह पता चल जाएगा इस लॉ में हमने जो कुछ भी देखा है उसका लगभग अनुसरण करता है जिपफ द्वारा एक और लॉ है जो शब्द की लंबाई को सहसंबंधित करने की कोशिश करता है इसका मतलब है कि शब्द की फ्रीक्वेंसी के साथ शब्द के वर्णों की संख्या और यह कहता है कि शब्द की फ्रीक्वेंसी इसकी लंबाई के विपरीत आनुपातिक है और क्या आप अंग्रेजी के मामले में यह देखने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए बहुत लंबे शब्द बहुत कम उपयोग किए जाते हैं इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है लेकिन कुछ बहुत ही छोटे शब्द जैसे कुछ सरल उदाहरण जैसे फ़ंक्शन शब्द वे बहुत बार उपयोग किए जाते हैं और यह भी समझ में आता है क्योंकि उनका उपयोग भाषा को कुशल संचार करने के लिए किया जाता है इसलिए आपके पास लंबे शब्द नहीं हो सकते हैं जो बहुत सामान्य हैं तो आपको बहुत कुछ लिखना होगा जो शब्द बहुत सामान्य हैं वे आम तौर पर कम हैं इसलिए हमने Zipf's लॉ के बारे में बात की भाषा के प्रसंस्करण के लिए Zipf's लॉ का क्या प्रभाव है तो हमने कहा कि इसमें एक अच्छा हिस्सा और एक बुरा हिस्सा है तो अच्छा हिस्सा क्या है हमने भाषा में देखा की Zipf's लॉ से वहा हमने 2 महत्वपूर्ण अवलोकन किये थे तों वो क्या थे एक अवलोकन यह था कि शब्दावली का 50 प्रतिशत इसका मतलब है प्रकार केवल एक बार होते हैं तो वे बहुत दुर्लभ शब्द हैं और यह अधिकतर शब्द दुर्लभ शब्द हैं यह 50 प्रतिशत शब्द केवल एक बार होते हैं और अन्य अवलोकन क्या था आपने कहा कि लगभग 100 शब्द 50 प्रतिशत टोकन के लिए हैं इसलिए जो सामान्य शब्दों से है बहुत सामान्य है वे बहुत घटित होते हैं इसलिए शब्द बहुत आम हैं जो आपके पाठ के 50 प्रतिशत हैं अब इन टिप्पणियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यह एक अच्छा हिस्सा है एक बुरा हिस्सा क्या है जब यह समाप्त होता है तो यह बुरा हिस्सा है यह बुरा हिस्सा क्यों है इसलिए 50 शब्दावली में मेरे शब्दों का प्रतिशत केवल एक बार कर सकते हैं मेरे लिए कुछ अर्थ विश्लेषण करने के लिए कुछ आंकड़े इकट्ठा करना आसान नहीं है इसलिए वे केवल एक बार ही इन शब्दों के बारे में मेरे पास मौजूद सारा ज्ञान रखते हैं इसीलिए इसे बुरा हिस्सा क्यों कहा जाता है मैं इन शब्दों के लिए बहुत मॉडलिंग नहीं कर सकता और दूसरा हिस्सा जो मोटे तौर पर 100 शब्द टोकन के 50 प्रतिशत के लिए होता है इसे हम कभी कभी अच्छा हिस्सा कहते हैं क्यों क्योंकि अधिकांश विश्लेषण के लिए आप हमेशा इन शब्दों को हटा सकते हैं और इससे आपको कुल संख्या में टोकन आधे से कम हो जाएंगे इसलिए हमें पाठ के लगभग आधे हिस्से को संसाधित करना होगा क्योंकि पाठ का आधा हिस्सा केवल स्टॉप शब्द और फ़ंक्शन शब्द हैं तो इसका मतलब है अच्छा हिस्सा यह है कि स्टॉप शब्द पाठ के एक बड़े अंश के लिए है इस प्रकार यदि मैं स्टॉप शब्दों को निकाल देता हूं तो यह मेरे पाठ के आकार को लगभग आधे से कम कर देता है और खराब भाग सबसे अधिक होता है शब्द अत्यंत दुर्लभ हैं और प्रत्येक शब्द के साथ कुछ सार्थक विश्लेषण करने के लिए डेटा एकत्र करना बहुत मुश्किल है अब हम यहां एक और लॉ के बारे में बात करेंगे तो यह मेरी शब्दावली के आकार और मेरे पाठ में टोकन की संख्या के बीच का संबंध है इसी तरह मेरी शब्दावली का आकार मेरे कॉर्पस के आकार के साथ बढ़ता है इसलिए हमने टाइप टोकन अनुपात के बारे में बात की है इसलिए यह एक प्रकार का विश्लेषण है जो हम कर सकते हैं लेकिन यह मुझे एक विशेष लॉ नहीं देता है तो उनके बीच किसी न किसी प्रकार के वितरण किसी न किसी तरह का संबंध होना चाहिए इसलिए हमारे पास हीप का नियम है कि वे मेरी शब्दावली के आकार के बीच संबंध देने की कोशिश करते हैं जिसे हम वी और टोकन एन की संख्या कहते हैं यह लॉ क्या कहता है कि यह एक प्रतीक संबंध देता है यह कहता है कि मेरी शब्दावली का आकार कुछ निरंतर K है N पॉवर बीटा के कई टोकन हैं और श्रेणियाँ भी कॉर्पस को देख रही हैं इसलिए K लगभग 10 से 100 की सीमा में पाया गया है हालांकि यह हो सकता है भिन्नता यह है कि यह लगभग हमारी सीमा में पाया गया है और बीटा वर्गमूल के बहुत करीब है तो यह 04 से 06 की सीमा में पाया जाता है तो शब्दावली आमतौर पर टोकन की संख्या के वर्गमूल के अनुसार बढ़ती है तो यह भी समझ में आता है कि अगर मैं अपने टोकन को बढ़ाता रहूंगा मैं बार बार एक ही शब्द का उपयोग करूंगा तो मेरे कार्पस साइज़ के वर्गमूल के लिए अद्वितीय टोकन या अद्वितीय प्रकार की संख्या बढ़ जाती है तो उसके लिए कुछ प्रकार के एम्पिरिकल साक्ष्य क्या हैं तो यहाँ 4 अलग अलग कॉर्पस हैं जिन्हें लिया गया है तो जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल wsj और कुछ अन्य अलग अलग कॉर्पस हैं और यह धुरी एक्स अक्ष पर क्या दिखाती है आपके पास संग्रह में शब्द लाखों में हैं तो मेरे संग्रह में कितने शब्द हैं तो 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन हैं Y अक्ष पर यह एक शब्दावली में शब्दों की संख्या हजार में दर्शा रहा है इसलिए 50000 100000 150000 और इसी तरह और प्लाट यहाँ शब्दावली और टोकन की संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है और आप देखते हैं कि प्लाट मोटे तौर पर एक वर्गमूल व्यवहार को दर्शाता है और यह जो भी उसने प्रस्तावित किया है उसके साथ मेल खाता पाया गया है तो यह फिर से एक एम्पिरिकल लॉ है जो भाषा के लिए बहुत सार्वभौमिक है इस प्रकार इस व्याख्यान में इतना ही और अगले व्याख्यान में हम कॉर्पस के प्रीप्रोसेसिंग से संबंधित कुछ वास्तविक कार्य के बारे में बात करना शुरू करेंगे